हैलो और माइक्रोवेव ऑसीलेटर में दूसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में मैंने पॉजिटिव फीडबैक के साथ एम्पलीफायर की शुरुआत की और हमने उस ऑसीलेशन कंडीशन को देखा तब होता है जब लूप गेन Aβ 1 और मैंने सिफारिश की थी कि ऑसीलेशन शुरू करने के लिए Aβ ≈11 से 12 चूज़ करें उस के लिए कारण यह है कि अगर आप Aβ के बड़े मूल्य चुनते हैंतो आउटपुट पर सिनुसाइडल वेवफॉर्म की क्लिपिंग हो जाएगा और यदि आप 11 से छोटे मूल्य लेते हैं तो संभावना है कि नेटवर्क में टॉलरेंस के कारण ऑसीलेशन कभी भी शुरू नहीं हो सकता है जो डिवाइस को स्वयं स्टेबल बना सकता है तब हमने दो पोर्ट ऑसिलेटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ शुरू किया था जहां हमने अनस्टेबल डिजाइन के साथ शुरू किया Δ 1 और K 1 था और हमने देखा था कि ऑसीलेशन की कंडीशन तब होगी जब यह लूप गेन 1 के बराबर होगा Γins1और 3Γoutl1 यदि यह कंडीशन सेटिस्फाइड है तो यह ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएगा और हमने उस डेरिवेशन को भी देखा था हमने कंडीशन 3 के साथ शुरुआत की थी हम कंडीशन 2 तक पहुँच गए हमने देखा था कि जब से गामा S और l हमेशा किसी भी फिजिकल इंपेडेंस के लिए 1 से कम होने जा रहा है जो हमें रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस कह सकता है तो यह हमेशा 1 से कम होगा तो inऔर out 1 जिसमें का तात्पर्य Rin और Rout नेगेटिव हैं हमने स्मिथ चार्ट का उपयोग गामा आउट की दी गई मूल्य के लिए Rout का मूल्य पता लगाने के लिए किया जैसा कि हमने देखा था कि जब Rout 10 Ω outZout ZoZoutZo 10 50 1050 604015 हमने 1outस्मिथ चार्ट पर प्लॉट किया और उस से हमने Zout 10 Ω के मूल्य को पढ़ा जो यहाँ के रूप में ही है उसके बाद हम वन पोर्ट ऑसीलेटर के लिए डेरिवेशन पर ध्यान देंगे क्यों क्योंकि एक पोर्ट प्रॉब्लम को दो पोर्ट प्रॉब्लम तक कम किया गया था क्योंकि हम केवल डिवाइस के आउटपुट साइड को नहीं देख रहे थे हमने कंडीशन देखी कि RlRout 0 और Rout नेगेटिव है तो Rl पॉजिटिव होगा इसी तरह इमैजिनरी पार्ट के लिए हमने XlXout 0 देखा इसलिए यदि Xout इंडक्टिव है तो यह कैपेसिटिव होगा यदि यह कैपेसिटिव है तो यह इंडक्टिव हो जाएगा फिर हमने गन डायोड के डिजाइन पर ध्यान दिया एक गन डायोड जो 10 GHz पर इस विशेष मूल्य द्वारा दिया गया था और यह विशेष रूप से होता है क्योंकि गन डायोड की iv कैरेक्टरिस्टिक इस तरह है इसलिए हमें इस विशेष नेगेटिव रीजन में बायस करना होगा मैं यहां केवल उल्लेख करना चाहता हूं भले ही हमने गन डायोड का उदाहरण लिया हो लेकिन इसी तरह के नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन या इम्पार्ट डायोड टनल डायोड के लिए हैं और यहां तक कि कम फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेन्ट को आपने SCR सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या ट्रायोड के बारे में पढ़ा होगा इसका मतलब है कि आप इन डिवाइस को उनके नेगेटिव R रीजन में बायस कर सकते हैं और फिर उन सभी मामलों के लिए प्रोसेस समान रहेगी तो आप क्या करते हैं दिए गए बायस की कंडीशन के लिए यह पता करें कि गामा आउट का मान क्या है फिर आप स्मिथ चार्ट पर 1 बाय गामा आउट कोंजूगेट प्लाट करते हैं Zout के संबंधित मूल्य का पता लगाते है और फिर RL का मान चुनते हैं जो Rout की मेग्नीट्यूड से छोटा है लेकिन XC को XL के रूप में चुना जाना चाहिए इसके बाद हमने देखा कि दो पोर्ट ऑसिलेटर डिजाइन मैंने आपको 7 अलग अलग स्टेप्स में दिखाया था कि हमें केवल एक बार इसके माध्यम से जाने दें क्योंकि कई अनुप्रयोगों के लिए ऑसीलेटर डिजाइन महत्वपूर्ण है तो हम कहते हैं कि S पैरामीटर हमें दिए गए फ्रीक्वेंसी पर और दिए गए बायस की कंडीशन के लिए जाने जाते हैं तो S पैरामीटर के दिए गए मानों के लिए K का मान ज्ञात करें यदि 1 और k 1 कि डिवाइस अनस्टेबल है तो k 1 फिर डिवाइस स्टेबल हो जाएगा और अगली स्लाइड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिवाइस के स्टेबल होने पर क्या करना है इसलिए अभी हम उन स्टेप्स के साथ चलें जब डिवाइस अनस्टेबल हो तो इस विशेष मामले में इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल बनाएं तो यह इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल है और एक पॉइंट चुनें जो इस विशेष अनस्टेबल रीजन के अंदर डीप है इस पॉइंट को न चुनें या यह पॉइंट या यह पॉइंट या पॉइंट जो इसके करीब हैं एक पॉइंट चुनें जो इसके अंदर डीप से है तो यह वह पॉइंट है जो इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल के अंदर डीप है जिसका अर्थ है यह सबसे अनस्टेबल पॉइंट है तो इस विशेष पॉइंट के अनुसार अब हम कह सकते हैं कि गामा S या ZS को चुना जाता है और जब से हमने इस विशेष पॉइंट को लिया है यह बहुत आसानी से एक इंडक्टर या शॉर्टेड स्टब द्वारा महसूस किया जा सकता है मान लीजिए अगर यह कर्व यहाँ कहीं था तो यहाँ पर उस पॉइंट को एक सिंपल कैपेसिटेंस द्वारा महसूस किया जा सकता है तो अब एक बार s चुना जाता है outS22S12S21g1 S11g का मान ज्ञात करो जो इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा दिया जाता है और out 1 की मेग्नीट्यूड की जाँच करेंयदि यह 1 से अधिक नहीं है तो आपने गलती की है तो एक बार out 1 Rout और Xout प्राप्त करें Rout को अब नेगेटिव होना होगा इसलिए एक बार Rout और Xout प्राप्त हो जाता है तो RL का मूल्य ज्ञात किया जाता है जिसे Rout के मेग्नीट्यूड से छोटा है लेकिन XL Xout के समान होना चाहिए नेगेटिव साइन के साथ और उसके बाद डिजाइन इम्पीडेन्स मैचिंग नेटवर्क जो 50Ω इम्पीडेन्स को स्थानांतरित करेगा RL और XL के मूल्यों के अनुरूप होगा अब हम केवल एक उदाहरण लेते हैं जब डिवाइस स्टेबल है इसलिए यदि डिवाइस स्टेबल है तो इसका मतलब है कि 1और k 1 स्टेबल डिवाइस के लिए आप क्या पहला कदम हो सकता है कि आप एम्पलीफायर कहे A गेन के साथ डिजाइन करते हैं और फिर फीडबैक फैक्टर β का उपयोग करते है और वह Aβ 1 बनाएगा और इस विशेष मामले में फिर से आप Aβ 1 का चयन करना जैसा कि मैंने पहले Aβ 11 से 12 के रूप में चयन की सिफारिश की थी तो यहां वह डिवाइस है जो स्टेबल है अब इस विशेष मामले में आप देख सकते हैं कि यह विशेष चीज इनपुट साइड से जुड़ी है यहां पर यह हिस्सा लोड साइड से मेल खाता है और यह सीरीज फीडबैक है आप देख सकते हैं कि यह विशेष X3 इनपुट साइड के लिए कॉमन है यह आउटपुट साइड के लिए भी कॉमन है अपने एनालॉग सर्किट कोर्स में आपने एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की तरह कुछ डिज़ाइन किया होगा या आप कॉमन सोर्स एम्पलीफायर कह सकते हैं कोई एक एम्पलीफायर को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का उपयोग करता है लेकिन यहाँ पर यह X3 है यह रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए यह इंडकटन्स या कैपेसिटंस हो सकता है तो यह सीरीज फीडबैक है केवल एक अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन को देखने दें जहां शंट फीडबैक का उपयोग किया जाता है आप फिर से देख सकते हैं कि यह सोर्स साइड है यह लोड साइड है और यह आउटपुट से इनपुट साइड पर फीडबैक है तो अब अगला भाग X1 X2 X3 के मूल्यों को निर्धारित करना है यदि आप सीरीज फीडबैक नेटवर्क का उपयोग करते हैं या B1 B2 B3 के मूल्यों का निर्धारण करते हैं अगर हम शंट फीडबैक का उपयोग कर रहे हैं मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि इन दोनों सर्किटों के लिए डिजाइन एक्वेशन लियाओ के पुस्तक अध्याय 9 में दिए गए हैं इसलिए मैंने इसे अपनी स्लाइड्स में यहाँ पर पुन पेश नहीं किया है इसलिए कृपया लियाओ की पुस्तक देखें आप वास्तव में X1 X2 X3 और B1 B2 B3 के लिए एक्सप्रेशन देख सकते हैं लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या स्टेप शामिल हैं तो क्या किया गया है इस विशेष डिवाइस के S पैरामीटर को जाना जाता है तो ये S पैरामीटर Z पैरामीटर में बदल जाते हैं क्योंकि ये एलिमेंट सीरीज में हैं सीरीज में Z पैरामीटर जोड़े जाते हैं किसी को इस विशेष पूरे नेटवर्क के इक्विवेलेंट Z पैरामीटर मिल सकते हैं तो कोई Z पैरामीटर से S पैरामीटर कन्वर्जन का उपयोग करता है ठीक है तब वे S पैरामीटर इन विशेष कंडीशन के लिए पाए जाते हैं ठीक है तो कई स्टेप हैं इसलिए कृपया इस विशेष पुस्तक को देखें और फिर आप वास्तव में X1 X2 X3 के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकते हैं इस विशेष मामले में जो किया जाता है वास्तव में S पैरामीटर Y पैरामीटर में बदल जाता है और शंट में Y पैरामीटर जोड़ा जाता है तो इक्विवेलेंट Y पैरामीटर को खोजें फिर Y पैरामीटर से S पैरामीटर में कन्वर्जन होता है इन कंडीशन को लागू करें और फिर डिज़ाइन को पूरा करें उन सभी चीजों को हमारे पहले के शोधकर्ताओं ने किया है इसलिए मैं यह नहीं दोहराने जा रहा हूं कि वे सभी बेसिकली इक्वेशन हैं इसलिए कृपया पुस्तक देखें और फिर आप तदनुसार एम्पलीफायर को डिजाइन करने में सक्षम होंगे अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात के बारे में बात करने जा रहा हूं और वह यह है कि A के मूल्य के बारे में क्या है और A का यह मूल्य आउटपुट को कैसे प्रभावित करता है तो ऑसीलेशन शुरू करने के लिए हम Aβ 1 से अधिक करते हैंऔर जब ऑसीलेशनों को बनाए रखा जाता है तो Aβ 1 लेकिन मुझे पहले एक सरल प्रश्न पूछना चाहिए तो हम कहते हैं कि अगर मैं A 2 या मैं A 10 या शायद 20 के बराबर के साथ शुरू करते हैं तदनुसार हम β का मूल्य चुन सकते हैं आउटपुट एंप्लीट्यूड इन सभी मामलों में एक ही हो जाएगा वास्तव में उत्तर वास्तव में नहीं है इसलिए वास्तव में जब आप एक ऑसीलेटर डिजाइन कर रहे हैं तो कृपया गेन के कुछ सभ्य मूल्य चुनें तो हम कैसे करते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है तो आइए हम दो पोर्ट ऑसिलेटर की आउटपुट पावर की डेरिवेशन देखते हैं इसलिए इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा दो पोर्ट ऑसीलेटर की मैक्सिमम आउटपुट पावर दी जाती है अब चिंता न करें मैं आपको थोड़ी देर में इस विशेष एक्सप्रेशन की डेरिवेशन दिखाने जा रहा हूं लेकिन हमें पहले यह परिभाषित करना चाहिए कि यहाँ पर अलग अलग टर्म क्या हैं Psat किसी भी एम्पलीफायर का सैचुरेटेड मूल्य है और G एम्पलीफायर का गेन है यह तो सिर्फ ln G है हमें इस विशेष किसी भी एम्पलीफायर की रिस्पांस पर सिर्फ पहली नज़र देखते हैं जबकि Pin बढ़ जाती है Pout बढ़ जाती है आप यहाँ देख सकते हैं तो आइडियल फीडबैक आम तौर पर यह लीनियर रूप से बढ़ जाती है और फिर सैचुरेटेड होती है सैचुरेटेड आउटपुट पावर को Psat द्वारा डिनोट किया जाता है हालाँकि यह आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन यह प्रैक्टिकल कैरेक्टरस्टिक है ठीक है तो अब यह विशेष एक्स्पोनेंशियल टर्म इस विशेष रूप में यहां प्रस्तुत किया जा सकता है तो P आउट इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है मुझे केवल कुछ मामले दिखाने के लिए कि यह विशेष एक्वेशन सही है इसलिए जब इस विशेष रीजन में P इनपुट छोटा है तो हम देखते हैं कि इस विशेष रीजन में क्या होता है तो हम कह सकते हैं कि छोटे x के लिए ex 1 x तो अब हमें छोटे Pin के लिए इस विशेष बात को आसान बनाने दे तो PoutPsat1 exp GPinPsat → PoutPsat1 1 GPinPsat तो आपदेख सकते हैं PoutGPin और यह स्पष्ट रूप में भावना है कि यह पी Pin है यह Pout यहाँ पर है जैसे ही Pin बढ़ जाती है Pout भी गेन के साथ लीनियरली बढ़ता है देखते हैं कि एक्सट्रीम मामले में क्या होता है जब Pin बहुत बड़ी है तो बहुत बड़े Pin के लिए आइए हम कहते है कि Pin ∞ w exp GPinPsat 0 इसलिए PoutPsat इसलिए मैंने केवल दो एक्सट्रीम मामलों के लिए इस विशेष एक्सप्रेशन की पुष्टि की है जब Pinबहुत छोटा है और जब Pin बहुत बड़ी है अब हम देखते हैं कि हम ऑसीलेशन की कंडीशन के लिए डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं तो ऑसीलेशन कंडीशन क्या है यह आउटपुट के परिवर्तन की दर इनपुट में परिवर्तन की दर से विभाजित 1 के बराबर होना चाहिएअब तुम को आश्चर्य हो सकता है कहाँ से यह विशेष बात आ गया है तो हमने Aβ 1 के बारे में बात की थी वास्तव में केवल इस बारे में सोचें कि हमारे पास एक विशेष ऑसीलेटर ब्लॉक है तो क्या होता है Pout जो कुछ भी है और उसके बाद हमें इस बात का एक भागPin के रूप में जा रहा है इसलिए ससटेन्ड ऑसीलेशन के लिए जो महत्वपूर्ण हैPout में परिवर्तन की दर परिवर्तन की दर Pin के समान होनी चाहिए इसलिए हमने डेरिवेशन करने के लिए इस ऑसीलेशन की कंडीशन को रखा तो आइए एक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू Pin डिफरेंशिएट अलग करें तो बस एक्सप्रेशन को यहां पर देखें अगर हम एक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू Pin डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर आप कह सकते हैं यह कांस्टेंट टर्म है और यह टर्म है जो यहाँ पर आ रहा है तो उस टर्म की डेरिवेशन यहाँ पर टर्म द्वारा दी गई है PoutPin1 Psat GPsatexp GPinPsat1 Gexp GPinPsat1 GexpGPinPsat GPinPsatlnG PinPsatln G G G इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा दिया जाता है और फिर हम आगे Pin को पाने के लिए एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करते हैं और उसके बाद एक्वेशन 1 और 2 का उपयोग करके हम PoutPsat1 1G की एक्सप्रेशन पता कर सकते हैं इसलिए अब यहां से आप पता लगाना चाहते हैं कि मैक्सिमम ऑसीलेटर पावर आउटपुट क्या है इसलिए ऑसिलेटर को यहाँ पर ब्लॉक में दिखाया गया है तो यह ऑसीलेटर की Pout है लेकिन उस हिस्से Pin के रूप में बैक जा रहा है तो यह नेट ऑसीलेटर पावर आउटपुट है जिसे Pout Pinके रूप में लिखा जा सकता है तो P ऑसीलेटर मैक्सिमम Pout Pinहै मैंने क्यों टर्म को यहां पर मैक्सिमम रखा है क्योंकि हम उस कंडीशन के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं जब लूप गेन 1 के बराबर हो गया है कि इसका मतलब है PoutPin1 तो हम Pout और Pin के विभिन्न मानों को यहाँ पर बदल देते हैं और फिर सिंपलीफाई करते हैं तो Poscmaxके लिए इस एक्सप्रेशन है PoscmaxPout PinPsat Psat1 1G Psatln G G Poscmax Psat1 1G ln G G यह वही एक्सप्रेशन है जैसा मैंने शुरुआत में दिखाया था यहाँ से यह भी पता लगा सकते हैं कि Goscmaxका मान क्या है कृपया याद रखें कि यह मान हमेशा G से कम होगा क्यों की शुरुआत में लूप का गेन 1 से अधिक है क्योंकि लूप का गेन 1 सिग्नल एम्पलीटूड से अधिक है बढ़ रहा है लेकिन जैसे जैसे एम्पलीटूड बढ़ता है गेन कम होने लगता है जब आउटपुट स्टेबल हो जाता है इसलिए हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑसीलेशनों के ससटेन्ड होने पर उस विशेष पॉइंट पर क्या गेन है तो Goscmax PoutPin PsatG 1GPsatln G GG 1ln G इसलिए मैंने वास्तव में G के कुछ मामलों को लिया है इसलिए 11 2 5 10 तो आइए हम इस विशेष एक्वेशन का उपयोग कर के Gosc मान का पता लगाते हैं इसलिए कोई वास्तव में देख सकता है कि 11 से संबंधित यह 105 G है ऑसीलेटर बढ़ रहा है तो G 10 के लिए यह 391 हो जाता है अब हम देखते हैं Poscका मान क्या है तो PoscPsatको इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है और ये मूल्य हैं अब आप देख सकते हैं कि अगर गेन केवल 11 के बराबर है जो ऑसीलेटर पावर आउटपुट है वह बहुत छोटा है यह Psatमूल्य का सिर्फ 0004 है मान लीजिए कि यदि एम्पलीफायर का सैचुरेटेड मान है तो हम 10 dBm कहें आप कह सकते हैं कि यह बहुत छोटी संख्या है यदि गेन 10 के बराबर है तो उस विशेष मामले में आप देख सकते हैं कि यह Psat मूल्य का लगभग दो तिहाई है निश्चित रूप से यदि आप 20 के बराबर गेन लेते हैं तो आपको Psat का बड़ा मूल्य मिलेगा तो आप गणना करते हैं और पता करते हैं कि मैक्सिमम ऑसीलेटर पावर क्या होगी अब मैं आपको ऑसीलेटर का एक व्यावहारिक उदाहरण देता हूं यहां मैंने आपको एक वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसीलेटर दिखाया है तो वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसीलेटर क्या है मूल रूप से आप इनपुट वोल्टेज को अलग करके आउटपुट फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल्ड कर सकते हैं इसलिए मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना चाहिए तो यहां V ट्यून है इसलिए इस विशेष वोल्टेज को बदलकर हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं लेकिन अब हमें स्टेप बाय स्टेप देखें तो पहले कृपया केवल इस विशेष भाग को देखें यह वास्तव में इस विशेष ट्रांजिस्टर के लिए एक DC बायसिंग सर्किट है और जिस ट्रांजिस्टर का हमने यहां उपयोग किया है वह इस DC वोल्टेज के BFP520 अनुरूप है आप यह पता लगा सकते हैं कि इस विशेष पॉइंट पर वोल्टेज क्या है और फिर आप लगभग इस ड्रॉप को लगभग 03 V मान सकते हैं जिससे यहाँ पर DC वोल्टेज मिलेगा मैं सिर्फ उल्लेख करना चाहता हु रेसिस्टर का मान 33 KΩ कर रहे हैं 91KΩ और यह वास्तव में 200 Ω है तो यह बाइसिंग कंडीशन सेट करती है ठीक है अब ये मूल रूप से कपलिंग कैपेसिटर हैं इसलिए विशेष एम्पलीफायर के लिए यह एक बायस नेटवर्क के रूप में कार्य करता है आप बस यहां से यहां तक के बारे में सोचते हैं यह एक एम्पलीफायर है और आउटपुट का हिस्सा इनपुट साइड में वापस फीड किया जाता है अब आप देख सकते हैं कि हमने यहां कैपेसिटर का उपयोग किया है और रेसिस्टर नहीं यदि आप रेसिस्टर का उपयोग करते हैं तो यह कभी भी ऑसीलेटर नहीं बनेगा तो यह फीडबैक रेशों Aβ 1 सुनिश्चित करता है ऑसीलेशन शुरू करने के लिए अब बस यहाँ इस ओर चलते हैं इसलिए हमारे पास इंडक्टर है और फिर ये वैरेक्टर डायोड हैं हमने वैरेक्टर डायोड का उपयोग क्यों किया है मूल रूप से हमने प्रॉपर्टी के लिए वैरेक्टर डायोड का उपयोग किया है कि इस मामले में बायसिंग वोल्टेज के रूप में ट्यून वोल्टेज परिवर्तन होता है उनके इफेक्टिव कैपेसिटेंस में परिवर्तन होता है और इफेक्टिव कैपेसिटी को बदलकर हम ऑसीलेटर की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं तो अब देखते हैं कि ऑसीलेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निर्धारित की जा सकती है तो अब जब देख सकते हैं कि यह एक DC वोल्टेज है इसलिए AC सिग्नल के लिए यह शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करेगा 3 kΩ रेसिस्टर बड़ा है इसलिए हम मान सकते हैं कि यह लगभग ओपन सर्किटेड है इसी तरह यह रेसिस्टर भी बड़ा है अब देखते हैं कि इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस द्वारा देखी गई इंडक्टर क्या है तो आप देख सकते हैं कि इस इंडक्टर द्वारा देखा गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस वैरेक्टर डायोड की सीरीज कैपेसिटेंस है फिर इस वैरेक्टर डायोड की सीरीज कैपेसिटेंस यहाँ पर ग्राउंड इस विशेष बात के लिए आम है फिर यहाँ एक और सीरीज कैपेसिटेंस यहाँ पर एक और सीरीज कैपेसिटेंस है यहाँ एक अनुमान लगाया जा रहा है कि हम यहाँ पर करंट की उपेक्षा कर रहे हैं और यहाँ पर करंट की उपेक्षा कर रहे हैं हालाँकि इसका एक छोटा सा प्रभाव होगा लेकिन हम लगभग इस विशेष सर्किट के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकते हैं क्योंकि ओमेगा 0 1LCबराबर है L 165 nH और C इक्विवेलेंट यह कैपेसिटेंस होगी इस कैपेसिटेंस के साथ सीरीज में इस कैपेसिटेंस के साथ सीरीज में इस विशेष कैपेसिटेंस के साथ सीरीज में और यह आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का अनुमानित मूल्य देगा इस एप्रोक्सीमेशन का उपयोग करते हुए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की गणना करने में छोटी सी एरर हो सकती है लेकिन आप देखेंगे कि यह कुछ प्रतिशत के भीतर है इसलिए अब इस विशेष वोल्टेज को बदलने से कैपेसिटेंस में बदलाव होता है इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उस पर बदल जाता है इसकी वजह से आउटपुट फ्रीक्वेंसी बदल जाती है तो हम इस विशेष सर्किट की फीडबैक देखते हैं इसलिए हमने V ट्यून के मूल्यों में से एक के लिए सिमुलेशन किया है आप कह सकते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 GHz से थोड़ी कम है बस आपको यह बताने के लिए कि हमने इस विशेष सर्किट का उपयोग विभिन्न प्रकार के ऑसिलेटर को डिजाइन करने के लिए किया था ठीक है हमने वास्तव में मोबाइल फोन को जाम करने के लिए इन चीजों को डिजाइन किया था तो हमने इसे CDMA जैमिंग के लिए डिज़ाइन किया है या आप कह सकते हैं GSM 900 जैमिंग या GSM 1800 जैमिंग यहां तक कि वाई फाई जैमिंग भी तो आप जो करते हैं वह बस इंडक्टर के मूल्यों को बदल देता है और उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए हम फीडबैक कैपेसिटर के मूल्य को भी कम करते हैं ताकि उच्च फ्रीक्वेंसी का एहसास किया जा सके लेकिन आइए अब हम इस विशेष सर्किट के लिए देखें आप देख सकते हैं कि यहां का आउटपुट 1 GHz से थोड़ा कम है और ये सभी हार्मोनिक्स हैं तो आप यह कह सकते हैं कि दूसरा हार्मोनिक तीसरा हार्मोनिक चौथा हार्मोनिक पांचवां हार्मोनिक छठा हार्मोनिक है लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह सभी हार्मोनिक्स 20 डीबी से कम है तो आप देख सकते हैं कि 0 dBm के इस कॉमन मूल्य के अनुरूप ये सभी 20 dBm से कम हैं जो आउटपुट साइनसोइडल वेवफॉर्म में बहुत स्मॉल डिस्टॉर्शन को जन्म देगा तो अब मैं आपको महसूस किए गए PCB को दिखाता हूं इसलिए यह है कि VCO सर्किट जो मैंने आपको दिखाया था यह V ट्यून सर्किट है या आप ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेटर कह सकते हैं ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेशन को या तो ट्रिपल फाइव टाइमर का उपयोग करके या Op amp सर्किट का उपयोग करके महसूस किया जा सकता है तो यह पापुलेटेड सर्किट है तो आप देख सकते हैं कि सभी कॉम्पोनेन्ट को यहां पर मिलाया गया है लेकिन मैं यहां केवल त्वरित चीजों का उल्लेख करना चाहता हूं तो यह वह जगह है जहां कनेक्टर आप यहां से जुड़ा देख सकते हैं इसलिए कि यह पिन है इसलिए मूल रूप से यह आउटपुट है और यह पूरा सर्किट इस पूरे विशेष भाग में VCO डिजाइन का प्रतिनिधित्व करता है जो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेटर सर्किट के लिए है तो यह ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेटर की फीडबैक है आप देख सकते हैं कि एक अच्छा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आउटपुट है यह VCO आउटपुट की फीडबैक है चूंकि इनपुट वोल्टेज ट्रायंगुलर फैशन में बदल रहा है आप देख सकते हैं कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी बदल रही है यह स्पेक्ट्रम एनालाइजर पर दिखाई गई फीडबैक है आप देख सकते हैं कि विभिन्न सिग्नल हैं ट्रायंगुलर इनपुट वेवफॉर्म के विभिन्न एम्पलीटूडों के अनुरूप आप यहाँ देख सकते हैं कि यह स्तर बहुत छोटा है यह 0 dBm के क्रम का है इसलिए अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हमने एक एम्पलीफायर को कैसे इंटीग्रेट किया है तो एक एम्पलीफायर को उस विशेष VCO सर्किट में इंटीग्रेट किया गया है तो अब आप एम्पलीफायर के साथ VCO का नेट आउटपुट देख सकते हैं आप कह सकते हैं कि फीडबैक काफी स्टेबल है और आउटपुट लगभग 20 dBm है और आप इस विशेष बैंड पर VCO की बहुत अच्छी फीडबैक देख सकते हैं अब मैं आपको फेज लॉक लूप के साथ VCO दिखाता हूं और हमारे द्वारा उपयोग किया जाने वाला IC LTC6946 है वास्तव में इस विशेष IC में PLL प्लस VCO का निर्माण किया गया है वास्तव में इस विशेष IC में कई चीजें हैं इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि कृपया इस विशेष IC की डेटा शीट देखें और यह IC एक माइक्रोकंट्रोलर द्वारा संचालित है बेशक यहां हमने पिक माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग किया है लेकिन आप किसी अन्य माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग कर सकते हैं तो मूल रूप से माइक्रोकंट्रोलर इस विशेष उपकरण को इनपुट देगा ताकि आप आउटपुट फ्रीक्वेंसी को बदल सकें वास्तव में हमने इस विशेष सर्किट का उपयोग एक VCO को डिजाइन करने के लिए किया है जो 700 MHz से 2600 MHz तक काम करता है तो यह 700 MHz से 2600 MHz तक बहुत ब्रॉडबैंड VCO है बेशक आप बड़े फ्रीक्वेंसी मूल्यों के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं ठीक है तो मैं आपको सेटिंग्स में से एक के लिए फीडबैक दिखाता हूं इसलिए सेट वैल्यू में से एक के लिए आउटपुट फ्रिक्वेंसी लगभग 112 GHz़ है आप देख सकते हैं कि यह स्पेक्ट्रम एनालाइजर पर दर्शाई गई फीडबैक है आप देख सकते हैं कि आउटपुट में आपकी स्मृति को ताज़ा करने के लिए 0 dBm का मेग्नीट्यूड है 0 dBm 1 mW पावर से मेल खाती है और यह कुछ भी नहीं है लेकिन नॉइज़ फ्लोर सिंपल IC डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी आउटपुट उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है बस संक्षेप में हमने डिवाइस के अनस्टेबल होने पर ऑसीलेटर के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन देखा उस विशेष मामले में आपके इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल को ड्रा करते हैं और डिज़ाइन करते हैं यदि डिवाइस उस विशेष मामले में स्टेबल है तो हम या तो सीरीज फ़ीड नेटवर्क या शंट फ़ीड नेटवर्क का उपयोग करते हैं उसके बाद मैंने एक VCO का व्यावहारिक उदाहरण लिया जिसमें वैरेक्टर डायोड और ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है और हम VCO को डिजाइन करने के लिए कैपेसिटिव फीड नेटवर्क का उपयोग करते हैं इसलिए हमने उस VCO का उपयोग मोबाइल फोन के विभिन्न बैंडों के लिए किया उसके बाद हम PLL का उपयोग करके ब्रॉडबैंड VCO डिज़ाइन को देखते हैं अगले व्याख्यान में हम मिक्सर के डिजाइन के लिए ऑसीलेटर के आवेदन को देखेंगे मिक्सर पर अगले कुछ व्याख्यान मेरे PhD छात्र विनय द्वारा लिए जाएंगे इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद